नमस्कार आपका फिर से स्वागत है यह एक इंट्रेस्टिंग मोडुल है ये इस निरंतरता के साथ है ही हमने पाँच क्यो के जवाब पा लिए है की हमने अपने एकाधिक क्यो का विश्लेषण कर लिया है हमने कस्टमरर्स से परख लिया है हमने डाटा से परख लिया है और ये भी परख लिया है की एक क्यो से दूसरे क्यो तक तर्क श्रृंखला काम करती है तो अब ये एक बड़ा सवाल है की 'अब क्या' और क्या हम सीधे इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं हम इसका हर हाल मे समाधान हासिल कर लेंगे इस सवाल का जवाब हाँ भी है और न भी हमने उस लोकोक्ति उस कहावत के बारे मे सुना ही है किसी भी कहानी मे टकराव न हो तो वो नीरस होती है सही बात है न तो अगर कोई संघर्ष नहीं कोई टकराव नहीं अगर कहानी मे कोई खलनायक नहीं कोई ख़राब परिस्थिति नहीं तो कहानी एकदम नीरस हो जाएगी मैं सुबह सवेरे उठ कर दंत्त मंजन कर नाश्ता कर काम पे गया अपने काम के बीच से वापस आ कर मैंने लंच किया शाम को काम से वापस आ कर मैंने डिनर किया और फिर सोने के लिए चला गया ये एक साधारण सी कहानी है जिसमे कोई जिसमे कोई टकराव नहीं कोई घर्षण नहीं कुछ भी नहीं तो टकराव जितना एक कहानी के लिए आवश्यक है उतना ही इस डिज़ाइन थिंकिंग मोडुल के लिए भी है जिसका हम अध्ययन कर रहे है यानि विश्लेषण मॉड्यूल का विश्लेषण तो सबसे पहली बात की हम तर्क देते है फला फला चीजें क्यो होती है हम चाहे कितना भी विचारधीन हो कितना भी सोचे हम वहाँ ठहरते है जहां हम सुखद महसूस करते है हम सब मे वो ख़ासियत है जिसे हम हर समस्या के निवारण के लिए इस्तेमाल कर सकते है हम अक्सर अगर मगर का उपयोग करते है की क्या होगा अगर ये हो गया तो अगर ये अड़चन हुई तो और यह ही एक चुनौती है जिसको हमे पार करना है तो कोई भी समाधान पूर्ण नहीं होता तो अगर आप किसी समस्या का हल सोच रहे है या किसी प्रतिकृति का इस्तेमाल कर रहे है उसमे कोई कमी होगी कोई अड़चन आएगी और वही टकराव है टकराव की स्थिति तब भी है जब हमारे पास कोई हल ही न हो हमने साउथ पार्क एनिमेटेड श्रृंखला के निर्माताओ के बारे मे सुना है निर्माता बेहद सरल कान्सैप्ट का उपयोग करते है की क्या हम कहानी मे और की जगह अगर किंतु परन्तु का उपयोग कहानी कहने मे करे तो और यकीन मानिए इससे कहानी रोचक बन जाती है सार ये की डिज़्नी क्रिएटिव मेथोड़ोलोगी मे भी हाँ लेकिन का इस्तेमाल टकराव संशय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिससे कहानी का नायक उस टकराव को उन बाधाओ को पार कर खलनायक के ऊपर विजय प्राप्त कर कहानी को सुखद अंत दे सके तो जो बात कहानियो के लिए सही है वही बात हमारे डिज़ाइन थिंकिंग मोडुल के लिए भी सही है हम इसे हितों का टकराव से जानेंगे क्योंकि अक्सर ये टकराव दो इंसान दो नायक या इंसान और किसी वस्तु या इंसान और जानवर किसी के भी बीच हो सकता है अक्सर ये टकराव इन दोनों मे से या इनके बीच ही होता है जैसे पार्टी ए कुछ चाहती है परंतु पार्टी बी कुछ और चाहती है ऐसी स्थिति मे टकराव जो अपनी गाड़ी सर्विस करवाना चाहता है वो सर्विस स्टेशन भी अपने घर के नज़दीक ही चाहता है परंतु जो आदमी गाड़ी सर्विस करना चाहता है या कंपनी वो हर कस्टमर के घर के नज़दीक सेवा नहीं दे सकती क्योंकि इसमे बहुत निवेश की ज़रूरत होगी और ये संभव भी नहीं है तो हम एक टकराव को देख रहे हैं हाँ अगर अगर इतने संसाधन हो की कंपनी बहुत सारे सर्विस स्टेशन निर्मित कर सके तो हितों के टकराव की स्थिति ही उत्त्पन नहीं होगी पर्याप्त निवेश हो तो पूरे शहर मे सर्विस स्टेशन खोल सकते है परन्तु वहाँ फिर एक टकराव है अब कंपनी को हर सर्विस स्टेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी तथा उनको प्रशिक्षण भी देना होगा ये एक एंटरेपरेनेऊ और ये निरंतर चलता रहता है तो हम शुरुआत करते हैं कि बहुत ही साधारण पर रोचक उदाहरण से जो की अलेक्सांद्रा दुमस को अति गंभीर दर्शाते हैं परन्तु असलियत मे वो सब मे सबसे मसख़रा किरदार है मुझे ये किरदार बहुत पसंद है वह एक विचित्र व्यक्ति भी था उसके बारे में मजाकिया विशेषताएँ थीं सबसे मजेदार में से एक जो हमारी कहानी के लिए महत्वपूर्ण है जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं कि वह शारीरिक रूप से छुआ जाना पसंद नहीं करता है अगर किसी ने उसे छुआ है तो उसकी तलवार मायान से तुरंत बाहर आ जाती थी और समझ लो उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग वह उस व्यक्ति के लिए एक दिलचस्प प्रस्ताव नहीं है जो उसे छू रहा है इसे आप उस व्यक्ति के हिसाब से हितों का टकराव ही मानेंगे तो कल्पना कीजिए एक पल और सोचिए कि आप उसके दर्जी हैं आपको उसके कपड़े सिलने पड़ते हैं और आप उसे छू नहीं सकते हैं वैसे एक और विशेषता जो पर्थोस की थी वह यह कि उसे फैशनेबल कपड़े पसंद थे यदि आप पर्थोस के दर्जी हैं तो मैं वास्तव में आप पर दया करता हूं क्योंकि आपके हाथों में बहुत असहज स्थिति होने वाली है आपको पोर्थोस जैसे व्यक्ति के लिए फैशनेबल कपड़े तैयार करने के लिए उसका माप बिना छूए लेना है तो इसे इन 2 पक्षों के बीच हितों के टकराव के रूप में देखें पार्टी 1 पोर्थोस जो फैशनेबल कपड़े सिलवाना चाहते हैं पार्टी 2 आप है एक दर्जी जिसे कपड़े सिलने हैं और वो भी उसे बिना छुए नापना है आइए देखें कि ग्राफिकल प्रारूप में संघर्ष कैसा दिखता है तो परिस्थिति यह है आप पोर्थोस के दर्जी हैं और आपके पास में एक मापने वाला टेप है जिसका उपयोग आप नाप लेने के लिए करेंगे तो आपके पास दो विकल्प हैं या तो आप अपने माप टेप का उपयोग कर सकते हैं और माप ले सकते हैं या अपने माप टेप का उपयोग किए बिना अपने माप ले सकते हैं मैं जानता हूं की आप एक अनुभवी दर्जी हैं आपके पास वर्षों का अनुभव है तो आप अनुभव के आधार पे बस उस तलवारबाज़ पार्थो को देखकर ही उसका नाप ले सकते हैं अब निम्न बातें हो सकती है मान लें कि आप माप टेप का उपयोग नहीं करते हैं अपने विशाल अनुभव का उपयोग करते है इस तर्क को चित्र मे हरे रंग मे दर्शया गया है जहां दर्जी द्वारा नाप के लिए कोई स्पर्श नहीं है इस तरह आप महान पर्थोस की एक शर्त को पूरा करते है परंतु परिणाम स्वरूप सिर्फ अपनी आँखों और विशाल अनुभव से लिए गए नाप से आप महान पार्थो के बेढंगे और गलत माप के कपड़े सील देंगे जो पार्थो को रास नहीं आएगा तो वो क्या करेगा वह अपनी तलवार मायान से निकलेगा और आपका सर धड़ से अलग यह अच्छा प्रस्ताव नहीं हैं अन्य परिदृश्य पर विचार करें जहां आप एक माप टेप का उपयोग करते हैं और आप जाते हैं और महान पोरथोस से सभी माप लेते हैं और परिणामस्वरूप -जोकि चित्र मे हरे रंग के बॉक्स द्वारा दर्शाया गया है जहां माप एकदम सही हैं पोर्थोस खुश हैं क्योंकि आपके सिले गए कपड़े उनको अच्छी तरह से फिट हैं लेकिन मापने की प्रक्रिया के ही दौरान आपने उसे छुआ और आपके उसे छूते ही उसकी तलवार से आपका सिर धड़ से अलग हो गया आपको शायद कभी पता नहीं चलेगा कि उसके कपड़े अच्छी तरह से सिले हुए हैं या नहीं इसलिए डिज़ाइनर थीङ्केर्स के रूप में हमे दोनों स्वरूप देखने हैं जिसमे हम कोई स्पर्श नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि माप भी सही हो यहाँ दो दृष्टिकोण हैं एक यह की अच्छी फिटिंग के कपड़े के लिए आपका माप सही होना चाहिए और पोर्थोस को खुश रखने के लिए आप उसे छू नहीं सकते तो ये दो मानदंड हैं जो आपको वांछित परिणाम देंगे जो आप इस समस्या में मांग रहे हैं यह संघर्ष ही है जिसे आपको हल करना है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मापने वाले टेप का उपयोग आपका सिर धड़ से अलग करवा सकता है और आप ऐसा कतई नहीं चाहेंगे आपको इस परिदृश्य को हल करना होगा शुक्र है कि हम सिर्फ अनुकरण कर रहे हैं हम वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका सिर अभी भी अपनी जगह पर हैं तो कुछ समाधान जो आप शायद इस समय सोच सकते हैं वह यह है कि अगर उसके पास पुराने कपड़े हैं तो मैं बस उसे प्राप्त करुंगा और वह समस्या को हल कर देगा बस अब आपको उसके पुराने दर्जी से उसके पुराने कपड़े चाहिए और इससे आप अपनी समस्या हल कर सकते हैं हालांकि मुझे आश्चर्य है कि पोर्थो के उन पुराने कपड़ों को किसने सिला था और वो आपको कहाँ मिलेगा आपको इसका उत्तर ढूँढना हैं यह फिर से एक संघर्ष है इसी तरह दूसरा फिर तीसरा ये एक निरंतर क्रम है तो अगला समाधान ढूंढेने से पहले पार्थो की एक और विचित्र बात जानते हैं कि उसे भोजन संग शराब बहुत भाति है इसलिए मेरा अगला समाधान होगा कि आप उसे इतनी शराब पिलाएं की जब तक वह बिल्कुल बेहोश न हो जाए और उसे यह भी पता नहीं लगेगा कि आप उसे छू रहे हैं उसका नाप ले रहे हैं तब आप उसका माप ले सकते हैं उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा आपकी समस्या का ये एक और हल हो सकता है आप माप टेप का उपयोग करते हैं आपके माप सही हैं और आपने उसे छुआ है लेकिन वह नहीं जानता कि आपने उसे छुआ है तो इस तरह से आप ग्राहक को संतुष्ट कर रहे हैं कि वह सोचता है कि आपने उसे नहीं छुआ है और आपको भी अपने माप मिल गए है ठीक है तो पोर्थो के चरित्र का एक और उद्धरण लीजिये जितना अधिक आप पोर्थोस के बारे में जानेंगे आप वास्तव में उतने ही अधिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो उनके चरित्र की एक और व्याख्या यह थी कि वह अपनी महिलाओं से प्यार करते थे उनके कई रिश्ते एक ही समय पर चल रहे थे तो आप वास्तव में माप करने के लिए उसकी एक मिस्ट्रेस्स को प्रशिक्षित कर सकते हैं क्योकि वह अपनी महिलाओं को उसे छूने की अनुमति देता था और इस तरह आप वास्तव में माप कर सकते हैं आप पार्थोस की महिलाओं में से एक को वास्तव में आपके लिए माप करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं तो इस तरह से आप उसे नहीं छू रहे हैं आपके बदले मिस्ट्रेस्स आपके लिए पार्थोस का नाप ले रही हैं वहाँ स्पर्श हो रहा है लेकिन पोर्थोस को छूने वाला दर्जी नहीं है इस प्रकार बिना स्पर्श भी आपका माप सही हैं यह दो मानदंड बिल्कुल असंगत हैं कि आपको मापदंड प्राप्त करना हैं जहां पर आपको एक आर वन प्लस को संतुष्ट करना होगा और आर टु प्लस को भी संतुष्ट होना होगा तो इस मामले में जो समाधान दर्जी के रूप मे आपने अपनाया वह दर्पण प्रतिबिंब का उपयोग करना है इस तरह से कोई स्पर्श नहीं होगा और आपको बस पोर्थोस को घूमने के लिए कहना है और आप सटीक माप ले सकते है हाँ वह तर्क दे सकता है लेकिन यह दर्जी के तौर पर आपका एक समाधान था जिसने बहुत अच्छा काम किया यह एक उदाहरण है जिसका मैंने वर्णन किया जो अचानक आविष्कारक जेनेरिक अल्त्शुलर की एक पुस्तक मे मुझे दिखाई दिए और मैंने आपसे साझा किए यह एक मजेदार समस्या है जो मुझे लगा कि मैं इसे आपके ध्यान में ला सकता हूं और वास्तव में आपके लिए हितों के टकराव को उजागर कर सकता हूं उदाहरण मेरे पास एक और उदाहरण है जिसे हमने पहले ही देखा है लेकिन मैं इसे इस बार हितों के टकराव के परिवेश से दिखाना चाहूँगा क्योंकि हमने इस समस्या के लिए पहले ही 5 व्हयस लागू कर दिए हैं और हम वास्तव में अब यह देखने जा रहे हैं कि क्या है इस मामले में संघर्ष तो इस मामले में यदि आपको यह मामला याद है तो हमारे पास यह छात्र था जो हर बार देर से आता था जब मैंने उससे पूछा क्यों वैसे तो हम तीन स्तरों तक ड्रिल करते हैं लेकिन हम यहाँ स्तर 2 तक को ही मे उठा रहे हैं जहां वह देर से आता हैं क्योंकि वह देर से सोता हैं यदि वह जल्दी जाग गया होता तो वह समय पर होता तो यह उतना ही सरल है इसलिए इसमें कोई संघर्ष नहीं है कि उसे बस समय पर जल्दी उठना है जो कि उतना ही सरल है हालाँकि हमें पता है कि वह रोज़ देर से सोने जा रहा है क्योंकि उसके पास काम की बहुत सारी समय सीमाएँ थीं तो यह वास्तव में संघर्ष है कि उसके पास बहुत अधिक काम की समय सीमाएं हैं और इस तरह वह कभी भी वास्तव में जल्दी बिस्तर पर नहीं जा पाता हैं इसलिए मैंने अपने चित्रमय प्रारूप में जिस तरह से परिभाषित किया है जो आपने पोर्थो के दर्जी के उधारहण मे देखा था यहाँ छात्र है और हमारे नियंत्रण में जो है वह हैं सोने का समय है वह देर से सोता है इसमे सकारात्मक यह है कि उसके पाठ्यक्रम की समय सीमा संतुष्ट होती है तो यह एक बात है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे मुझसे निपटना होता हैं क्योंकि वह हर बार क्लास में देरी से आता है जिसका कारण भी ये ही हैं कि उसके सभी कोर्स डेडलाइन पर हैं तो वह परिदृश्य एक हैं यदि हम छात्र के नींद के घंटे को बदलते हैं तो वह जल्दी उठता है और वह समय पर क्लास करने आता है जिससे मैं एक प्रोफेसर के तौर पर खुश हूँ की वो मेरी क्लास और पढ़ाई समय पे कर पाता हैं हालांकि वह अन्य पाठ्यक्रमों की समय सीमा को पूर्ण नहीं कर पाएगा और यह बात अन्य प्रोफेसरों को भी पसंद नहीं आएगी और शायद उसका स्नातक भी पिछड़ जाएगा या यू कहे तो छात्र के ऊपर देयद्लिनेस का भार हैं इसलिए जैसा कि हमने परिभाषित किया है कि उसे समय पर कक्षा में आने के इन दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा मैं उसे देर से नहीं देखना चाहता क्योंकि वह कक्षा की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ाये गए पाठ से वंचित रह जाएगा साथ ही उन्हें अपने पाठ्यक्रम की समय सीमा पूरी होने से भी नहीं चूकना चाहिए इसलिए डिजाइन थिंकिंग सॉल्यूशन को इस पर ध्यान देना चाहिए और हम भी यही चाह रहे हैं इस समस्या को हल करने के लिए आपके द्वारा सुझाए गए किसी भी समाधान को इन दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा सभी पाठ्यक्रम समय सीमा के R1 प्लस संतुष्ट होने चाहिए और साथ ही R2 प्लस भी की वो मेरी कक्षा में समय से आ रहा हैं इसलिए यह संघर्ष है जैसा कि हमने उजागर किया है और इस संघर्ष को व्यक्त करने का एक तरीका दृश्य के माध्यम करना है ऐसे किसी को भी प्रदर्शित करना आसान है की संघर्ष क्या है और दृश्य के माध्यम से किसी को समझाना भी काफी आसान है वे इसे रंगों में भी देख सकते हैं जैसे हरा रंग वो दर्शाता है जो मुझे चाहिए और लाल वो दर्शाता है जो मुझे नहीं चाहिए इसलिए उसे ऐसा करने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा और वही उसे कुछ और करने के लिए दूसरी तरफ देर से सोने जाना होगा तो आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं इस पर काम कर सकते हैं इस मॉडल को एलिमंटनेम वैल्यू ENV कहा जाता है इसलिए सभी तत्वों भी दिए गए हैं तो यह है कि हम एक संघर्ष का वर्णन करने के लिए एलिमंटनेम वैल्यू यानि तत्व नाम मूल्य विधि का उपयोग करेंगे यह एक संघर्ष को समझने के लिए एक बेहद अच्छा मॉडल है इस मॉडल पर आप कुछ अभ्यास कर सकते हैं जो आप अपने दम पर भी कर सकते हैं कि यह कैसे काम लाया जा सकता है मैं अगले सप्ताह उत्तर दूंगा अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम वास्तव में उत्तरों पर चर्चा करेंगे मैं आपको अभ्यास के लिए तीन समस्याएं देने जा रहा हूं आप एक चुन सकते हैं अभ्यास के लिए दो चुन सकते हैं यदि आप बहुत आश्वस्त हैं तो आप तीनों को कर सकते हैं तो ये 3 समस्याएं हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा और सबसे पहले आप समस्या का मल्टी व्हयस को समझने मे महारत हासिल हो जाएगी इसलिए मैं जो अभ्यास कराने जा रहा हूं उसमे तीन जो स्पष्ट रूप से विचलित है मुझे नहीं लगता है कि उसके पास आईपैड या टैबलेट या मोबाइल फोन है लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है लेकिन वह कक्षा मे पढ़ाई पर केंद्रित नहीं है तो यह समस्या शिक्षकों और बच्चों के बारे में है इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे की ये दो परस्पर विरोधी पार्टियां हैं यहाँ शिक्षक पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है यह भी हो सकता है कि दूसरे बच्चे यह देख रहे हों कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है लेकिन शायद वे सभी उसका पालन ना कर रहे हो तो यह एक विशिष्ट कक्षा परिदृश्य है जहाँ सभी बच्चे शायद समान गति से अनुसरण नहीं कर पाते हैं और उनमें से कुछ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ओर शिक्षक का पालन करने में सक्षम हैं पर शायद उनमें से कुछ पीछे चल रहे हैं तो यहाँ परिदृश्य यह है कि शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना चाहता है जिसका अर्थ है कि उसे गति को बनाए रखना है उसे चलते रहना है और यह एक रिकॉर्डेड सत्र नहीं है जैसा कि हम आपके साथ कर रहे हैं लेकिन यह एक है लाइव सत्र जहां उसे गति को बार बार बदलना होगा कि सारे छात्र समझते भी रहे और पाठ्यक्रम को भी समय पर पूरा कराया जा सके छात्रों के एक बड़े वर्ग को पढ़ना जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं हर एक शिक्षक के लिए यह बड़ी चुनौती होती हैं कि वह हर बच्चे को ऑन बोर्ड रखे यह एक ऐसी चुनौती है जिसका हर शिक्षक अक्सर सामना करता हैं तो आपको यह उजागर करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और बच्चों और शिक्षक के बीच सटीक संघर्ष क्या है उसे शिक्षिका कैसे खत्म कर सकती हैं मैं आपको यहां कुछ सुराग देने जा रहा हूं शिक्षिका को अपना पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना होगा वह तेज या धीमी गति से जा सकती है बच्चों को कक्षा मे शिक्षिका के साथ चलना हैं उनको अपने सीखने का भी ध्यान रखना होता है तो आपको यह तर्क करना होगा कि ये चीजें आपके इच्छित किसी भी स्तर तक क्यों हो रही हैं और देखें कि क्या यह मेरे तर्क में मेरे द्वारा किए गए कार्यों से ये मेल खाता है और हम इसे अगली कक्षा में देखेंगे तो यह समस्या नंबर एक है और जैसा की मैंने पहले कहा था कि आप तीन समस्याओं में से कोई एक कर सकते हैं इसलिए हम अगली समस्या पर जाएंगे ये एक रेउसबले को छूता है तो जिस कारण से मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि धुएं के कारण बहुत सारे हैं जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दूंगा आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं पहियों के पीछे धुएँ का गुबार आ जाने और अधिक धुआं होने का कारण यह कि पहियों और रनवे के बीच बहुत अधिक घर्षण होता है जब विमान उतरता है तो विमान बहुत तेज गति मे होता है जाहिर है कि ज़मीन तो हिल नहीं रही है यह शून्य की गति पर है जिससे बहुत अधिक घर्षण होता है और इसलिए इससे बहुत अधिक धुंआ निकलता है और केवल धुंआ ही नहीं होता सभी टायर भी खराब होते हैं अब आप यह कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं एक एयरोस्पेस इंजीनियर नहीं हूं और हो सकता है आप इसको टायर्स के खराब होने से न जोड़ कर देखे तो अब आपको यह सोचना होगा कि हम इस विशेष समस्या पर पाँच व्हयस के तौर पर संभवतः टायर और रनवे ठीक है तो आप इसे देखे की इसमे संघर्ष क्या है हम इसे अगले समय में पूरा करेंगे अब मैं जिस तीसरी समस्या को कवर करने जा रहा हूं वह एक मीठी समस्या है क्योंकि यह बहुत प्यारी समस्या है मेरी पसंदीदा समस्याओं में से एक हैं क्योंकि मैं इस समस्या को हल करना पसंद करता हूं यह कंपनी हर्शी है उन्होंने एक खुले नवाचार मंच पर एक समस्या पोस्ट की और वे इस समस्या को हल करना चाहते थे समस्या यह थी कि वे हर्षे की चॉकलेट के एक कंटेनर को इस तरह से परिवहन करना चाहते थे वैसे मैं आपको बता दूँ की मुझे चॉक्लेट बहुत पसंद हैं वे इस चॉकलेट को भूगोल के एक हिस्से से दूसरे में पहुंचाना चाहते थे एकमात्र समस्या यह थी कि भूगोल के अन्य हिस्से बहुत गर्म है और गर्म तापमान चॉकलेट के लिए अच्छा नहीं क्या आपने इसका अनुमान लगाया है हाँ यह पिघल जाता है यह वास्तव में पिघल सकता है मुझे लगता है कि इन चॉकलेट के लिए सही तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसलिए यदि उनका परिवेश तापमान बहुत अधिक है जैसे 30 35 डिग्री या 40 डिग्री के क्रम में हैं तो इन चॉकलेटों को ले जाना बहुत मुश्किल होगा तो हर्षे की स्थिति यह है कि - यहाँ आप हर्षे के लिए पैकेजिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं जो उन्हें परिवहन के लिए है ज़रूरी हैं लेकिन इसे तापमान में इस बदलाव को झेलने में सक्षम होना चाहिए साथ ही साथ यह बहुत सस्ता भी होना चाहिए ठीक है बहुत बहुत सस्ती होनी चाहिए यदि संभव हो तो महंगी सामग्री के बिना या सामग्री इकट्ठा करने के लिए कठिन प्रक्रिया न हो इस बात का ध्यान देना ज़रूरी हैं यही समस्या पोस्ट की गई थी हम अगली बार फाइव व्हयस का विश्लेषण करेंगे इस मामले में एक संकेत फिर से दूँगा कि यहाँ संघर्ष में पक्ष चॉकलेट ही हैं और चॉकलेट के चारों ओर परिवेशी हवा है तो आप इन तीन समस्याओं पर मेहनत कर सकते हैं एक में आप अपने दम पर विश्लेषण कर सकते हैं यदि आप आश्वस्त हैं तो आप अगले पर भी जा सकते है और यदि आप सभी का प्रयास करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी बस आज के लिए इतना ही हम आपको अगली बार इन तीनों समस्याओं के विश्लेषण के साथ देखेंगे